नमस्ते मैं आईआईएसईआर भोपाल IISER Bhopal से शांतनु हूं मैं इस कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि माइक्रोस्केल सेंसर या एमईएमएस है तो इस पाठ्यक्रम के पहले मॉड्यूल में आपका स्वागत है इससे पहले कि हम वास्तव में एमईएमएस के विवरण को जाने हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह एमईएमएस क्यों महत्वपूर्ण हैं ठीक है तो पहली बात जो आप देखते हैं कि माइक्रो या नैनो स्केल सिस्टम आधुनिक समय की तकनीक के केंद्र में हैं जैसे आप लैपटॉप या मोबाइल फोन को देखें जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर और अन्य कॉम्पोनेन्ट होते हैं जो कि उस विशेष उपकरण की कार्यप्रणाली के लिए बहुत आवश्यक हैं अब यह सभी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट या ये सभी अवयव वास्तव में इन टेक्नोलॉजीज के उत्पाद हैं अगला माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है जो इस पाठ्यक्रम का विषय है और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिससे आप में से कई पहले से ही परिचित हैं की तरह के जैसी ही प्रोसेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है इसका मतलब है कि जिस तरह से एमईएमएस के सेंसर बनाए जाते हैं माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी उसी प्रक्रिया से बनाए जाते हैं वास्तव में माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोसेस टेक्नोलॉजी कई दशकों पहले शुरू हुई थी और एमईएमएस या यह सेंसर तकनीक ने वास्तव में उसका अनुसरण किया है अब इस पाठ्यक्रम का अभिप्राय या उद्देश्य इस प्रकार के MEMS सेंसर को समझना है जैसे कि वे कैसे काम करते हैं कैसे बनते हैं आदि और सबसे महत्वपूर्ण है उस प्रक्रिया को जानना जिसके द्वारा आप इस तरह के उपकरणों को बना सकते हैं और आप देखो पहली बात यह है कि इस तरह के सेंसर को जानने से इस तरह के सेंसर को समझने की प्रेरणा मिलती है ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि आपको सेंसर उपयोग करने की आवश्यकता है या यदि आपको अपने किसी शोध या परियोजना के लिए इस तरह के माइक्रो स्केल सेंसर की आवश्यकता है तो आप इसे कैसे डिजाइन करेंगे कैसे इसको बनाएंगे इसलिएयह सब इस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा तो आप यहाँ क्या सीखेंगे पहला बिंदु एप्लीकेशन है जैसे कि ये सेंसर महत्वपूर्ण क्यों हैं आप इस ज्ञान को कहाँप्रयोग कर सकते हैं दूसरा बिंदु है वर्किंग प्रिंसिपल जैसे वास्तव में ये सेंसर कैसे काम करते हैं और तीसरा फेब्रिकेशन है और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये कैसे बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के सेंसर हैं ठीक है मैं माइक्रोन या उससे भी छोटे साइज की बात कर रहा हूं तो उस बहुत छोटे साइज में एक उपकरण कैसे बना सकते हैं और जैसा कि मैं कह रहा था कि आपके शोध के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपके शोध या परियोजना कार्य के लिए माइक्रो साइज के उपकरणों का डिजाइन और निर्माण कैसे किया जाए अब पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है आप जानते हैं कि यह 4 सप्ताह का पाठ्यक्रम है और इस पहले सप्ताह में हम प्रस्तावना और मूल अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा की माइक्रो सेंसर क्या हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं तत्पश्चात वे कैसे काम करते हैं जैसे उनके कार्य सिद्धांत कौन से हैं और एमईएमएस में कैसे हम माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे मैकेनिकल परिभाषित मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तत्व एक साथ कैसे काम करते हैं तो यह हम अध्ययन करेंगे और अगला सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि उन्हें कैसे बनाया जाता है माइक्रो फैब्रिकेशन या लिथोग्राफी हीवे सामान्य तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम इस तरह के उपकरणों को बनाने के लिए करते हैं और अंत में व्यावहारिक उदाहरण बताए जाएंगे इसके लिए एमईएमएस पर आधारित प्रेशर सेंसर और एक्सेलेरोमीटर के विशिष्ट उदाहरणों के साथ केस स्टडी पर चर्चा की जाएगी और इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग हम इन दोनों उपकरणों को बनाने के लिए करेंगे अब अगला प्रश्न यह है कि हम इन माइक्रो स्केल के सेंसरों के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं हमें इतने छोटे स्केल पर जाने की आवश्यकता क्यों है हम जानते हैं कि प्रेशर सेंसर या तापमान सेंसर या कोई और भी सेंसर जिनकी चर्चा हम इस पाठ्यक्रम में करेंगे वे सेंसर तो पहले से ही उपलब्ध हैं जिसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मान लीजिए कि इस मरीज की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस इस कारण से उसके दिमाग के अंदर कुछ आंतरिक हैमरेज हुआ है अब डॉक्टरों को ऑपरेशन करने से पहले यह जानने की जरूरत है कि उसके मस्तिष्क के अंदर कितने द्रव का संचय हुआ है और इसके लिए उन्हें मरीज के मस्तिष्क के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या रक्त के दबाव को मापने की आवश्यकता है अब इसके लिए हमें क्या चाहिए हमें एक प्रेशर गेज की आवश्यकता है और यदि आप बाजार में उपलब्ध सामान्य प्रेशर गेज को देखते हैं तो पाते हैं कि ये आकार में काफी बड़े हैं और आप मानव खोपड़ी को इतना नहीं खोल सकते हैं कि इस गेज को मानव खोपड़ी के अंदर रखा जा सकता है यहां तक कि इस तरह के प्रेशर गेज की प्रूफ भी बहुत अधिक है अतः इसको मानव मस्तिष्क के अंदर नहीं रखा जा सकता है फिर इसका क्या उपाय है इसका उपाय एमईएमएस प्रेशर सेंसर है और एमईएमएस प्रेशर सेंसर इस तरह के छोटे सेंसर हो सकते हैं जिनको सुई की नोक पर लगा सकते है ठीक है अब एमईएमएस प्रेशर सेंसर को सुई की नोक पर रखकर और फिर मानव खोपड़ी के अंदर एक छोटा सा ड्रिल करके उस छेद के माध्यम से मस्तिष्क में प्रोब डाल सकते हैं और फिर डॉक्टर को बाहर से ही पता चल जाएगा कि कि कितना दबाव है और कितना तरल पदार्थ मस्तिष्क के अंदर जमा हो गया है और इस कोर्स में हम ऐसे सभी सेंसरों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जहां सामान्य या पारंपरिक सेंसर या गेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो एमईएमएस सेंसर की विस्तृत जानकारी देने से पहले मैं आपको भारत में बने एमईएमएस प्रेशर सेंसर की एक झलक दिखाता हूं यह प्रोफेसर के एन भट ने आईआईटी मद्रास में बनाया है यह एमईएमएस प्रेशर सेंसर पूर्ण रूप से भारत में निर्मित है और इसको भारतीय तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है और इस तरह के सेंसर को वास्तव में आप जैसे मैं कह रहा था कि रक्तचाप या इंटरक्रानिअल प्रेशर को मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं अब विमानन तकनीक के बारे में हम कहें कि हल्के लड़ाकू विमानों के पंख विंग के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव मापने की आवश्यकता होती है और आप एक विमान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर सेंसर नहीं लगा सकते क्योंकि तब विमान बिल्कुल नहीं उड़ सकेगा ठीक है तो उन मामलों में इस तरह के एमईएमएस प्रेशर सेंसर का उपयोग किया जाता है यद्यपि इनको अलग तरीके से पैक किया जाता है लेकिन अंततः यह सेंसर और मुख्य चिप एक समान होता है तो अब जब हम छोटे के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इस बारे में कुछ जानकारी दें कि छोटे से हमारा क्या मतलब है वास्तव में हम कितने छोटे के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो आप परमाणुओं के बारे में जानते हैं और सभी परमाणु एंगस्ट्रॉम रेंज में होते हैं ठीक है तो हाइड्रोजन परमाणु जैसा एक परमाणु लगभग 05 एंगस्ट्रॉम या उसी कोटि का होता है फिर आपके पास नैनोमीटर स्केल में अणु या डीएनए होते हैं फिर नैनोस्ट्रक्चर नैनोमीटर स्केल के कुछ गुणक तक पहुंच जाते हैं माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक जैसी सबसे छोटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक संरचना में हम लगभग 1 माइक्रोन या उससे कम के बारे में कहते हैं इसमें जिसमें बैक्टीरिया जैविक कोशिकाएं एमईएमएस उपकरण हैं और ये सभी उस माइक्रो कोटि की है ठीक है तो और एक इंसान के बालों का व्यास लगभग 100 माइक्रोन या उससे थोड़ा अधिक होता है तो एमईएमएस संचालित एमईएमएस डिवाइस इस रेंज में काम करते हैं फिर पैक की हुई आईसी या पैक किया हुआ एमईएमएस सेंसर या चिप पर लैब है और अंत में माइक्रो स्केल में आपके पास सादे पुराने यांत्रिकी या मानव पशु पौधे हैं जो हम अपने दैनिक आधार पर और अपने आस पास देखते हैं ये सब कुछ माइक्रो स्केल में है इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम इस क्षेत्र जो माइक्रो स्केल क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां एमईएमएस उपकरण संचालित होते हैं तो हम कई कई बार एमईएमएस के बारे में बात कर रहे हैं एमईएमएस क्या है एमईएमएस का फुल फॉर्म माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है अब एमईएमएस या माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम भारत या अमेरिका में अधिक लोकप्रिय हैं जबकि माइक्रोसिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज्यादातर यूरोप में किया जाता है तो माइक्रोमशीनें जापान में उपयोग होती है या माइक्रो साइंस दुनिया भर के कुछ लोगों द्वारा इसलिए अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं लेकिन अंततः यह सब उन प्रणालियों या उपकरणों की ओर इंगित करता करता है जो माइक्रो स्केल पर हैं और जो माइक्रो स्केल पर काम करते हैं और अगर आप 1 माइक्रोन से भी नीचे जाएं जिसमें ज्यामिति या किसी फीचर साइज को नैनोमीटर स्केल में मापा जा सकता है तो यह एनईएमएस या नैनो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम कहलाता है इस पाठ्यक्रम के भाग के लिए हम केवल माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम तक ही सीमित रहेंगे अब हम एमईएमएस के विभिन्न नामकरण को जानते हैं तो आइए एमईएमएस के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं इसलिए जैसा कि मैं बता रहा हूं कि माइक्रो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिस्टम सही हैं लेकिन वर्तमान में एमईएमएस उपकरण विद्युत या यांत्रिक रूप से चलने वाले हिस्सों के बिना भी संभव हैं उदाहरण के लिए स्थिर माइक्रोफ्लुडिक संरचनाएं इसलिए जब हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसी संरचनाओं को जानेंगे और इनके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन विद्युत और यांत्रिक भाग के साथ साथ थर्मल फ्लूडिक उष्मीय द्रव का का एनालॉग और डिजिटल में उपयोग और अन्य डोमेन भी इस पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप इस पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रो थर्मल फ्लुइडिक एक्चुएशन या माइक्रो बबल पंप आदि के कई उदाहरण देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एमईएमएस को सेंसर होने की आवश्यकता नहीं है यह एक एक्चुएटर हो सकता है जैसे स्विच या एम्पलीफायर आदि भी इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे आपको एमईएमएस के कुछ उदाहरण देने के लिए ठीक है पहला उदाहरण यह प्रोजेक्टर मिरर है तो ये टिल्टेबल मिरर हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पल्स का उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं और इस मामले में यह टिल्टिंग एंगल तय करेगा कि पिक्सेल कहाँ बनेगा और पिक्सेल की तीव्रता और रंग क्या होगा आदि प्रोजेक्टर के अंदर इस तरह के हजारों माइक्रो मिरर पिक्चर बनाने का काम कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए हैं फिर एक इंक जेट प्रिंटर एक इंक जेट प्रिंटर क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो एक छेद के माध्यम से एक छिद्र है और फिर आपके पास आपकी स्याही है जो एक बुलबुले को घेरे है फिर आपके पास एक प्रतिरोधक हीटर है इसलिए जैसे ही आप कुछ धारा पास करते हैं यह गर्म हो जाता है और बुलबुला या हवा का बुलबुला फट जाता है और इससे कागज पर स्याही निकल जाती है तो इस प्रकार इंक जेट प्रिंटर का हेड काम करता है यह भी माइक्रो टेक्नोलॉजी या माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का उत्पाद है दूसरा उदाहरण एमईएमएस हीटर है जैसा कि मैं कह रहा था कि यह मात्र एक सेंसर नहीं है यह एक एक्ट्यूएटर भी है ठीक उस उद्देश्य के लिए मैं यह उदाहरण दे सकता हूं जहां आप अपने सिलिकॉन वेफर पर विशिष्ट स्थान में इस माइक्रो स्केल कॉइल को बना सकते हैं और फिर आप केवल वो क्षेत्र वह विशेष क्षेत्र गर्म कर सकते हैं और इसलिए अपने नमूनों के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करें और एमईएमएस के कुछ और उदाहरण जहां यह जैविक उपकरणों के लिए उपयोगी है एमईएमएस आजकल माइक्रोन नीडल आदि बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कोशिकाओं को अलग करने या कुछ तरल पदार्थ को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में इंजेक्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इस प्रकार की सूक्ष्म सुइयां एमईएमएस तकनीक का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं फिर सूक्ष्म द्रव उपकरण जो जैविक प्रणाली में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे जैविक प्रणाली के साथ प्रयोग करने के लिए वहां भी आपको माइक्रो सिस्टम या इस तरह की तकनीक की आवश्यकता होती है फिर एमईएमएस का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मोशन सेंसर है तो आप देखो कि आपके मोबाइल में यह सब है आप इन खेलों को खेलते हैं जैसे गति आधारित गेम्स और वहां आपके पास आपके अलग अलग सेंसर होते हैं जिसमें त्वरण को मापने वाले को एक्सेलेरोमीटर या रोटेशन को मापने वाले को जाइरोस्कोप कहा जाता है और इस तरह के सेंसर वास्तव में माइक्रोन स्केल रेंज में होते हैं और यह इस माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी का उत्पाद है जिसकी चर्चा हम इस पाठ्यक्रम में करने जा रहे हैं फिर आपके पास रसायन विज्ञान आधारित एमईएमएस सेंसर जैसे गैस सेंसर हैं जहां जहां यदि कोई पदार्थ किसी किसी प्रकार की गैसों के संपर्क में आता है तो वहां क्या होता है कि विद्युत गुण चालकता कुछ बदल जाती है जैसे चालकता या प्रतिरोधकता आदि और उस विद्युत वोल्टेज आउटपुट को मापकर आप यह माप सकते हैं कि उस गैस की उपस्थिति कितनी है या परिवेश में उस विशेष गैस की सांद्रता कितनी है तो वहाँ भी आप इस तरह के माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं अगला उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है जो कि फोर्स सेंसर है फोर्स सेंसर के मामले में आपके पास ऐसा पदार्थ होता है कि यदि इसको तनाव या खिंचाव दिया जाता है तो इसके विद्युत गुणों में परिवर्तन होता है जैसे कि यदि आप इसे मोड़ते हैं तो यह तनाव में है और यह थोड़ा लम्बा हो जाता है और इसके कारण इसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है जैसे पीज़ोरेसिस्टिव पदार्थ में और इन स्थितियों में प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ है इसको मापकर आप माप सकते हैं कि विक्षेपण लागत कितनी है और उस विक्षेपण से आप यह माप सकते हैं कि उस विक्षेपण के लिए कितना बल लगाया गया है तो इस तरह के बल सेंसर भी सूक्ष्म निर्माण तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं अंत में मैं इस मॉड्यूल को इस स्लाइड के साथ समाप्त करूंगा जो एमईएमएस सेंसर का सामान्य कार्य सिद्धांत है आप कोई भी एमईएमएस सेंसर लें वह इस सामान्य सिद्धांत का पालन करते हुए कार्य कर सकता है तो तो यहां कुछ बाहरी बल है जो किसी गतिशील संरचना पर लगाया जा रहा है तो आइए मान लें कि यह एक कैंटिलीवर की तरह है जो एक छोर पर बंधा और दूसरे छोर पर मुक्त है अब यदि मैं बाहरी बल लगाता हूं तो यह इस तरह से झुक जाता है एक बार जब यह झुका हुआ है तब यदि मैं कुछ पीजो प्रतिरोधक सामग्री डालता हूं जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में बात कर रहा था पीजो प्रतिरोधक सामग्री जो तनाव या खिंचाव के कारण अपनी प्रतिरोधकता को बदल देती है तो इसका प्रतिरोध बदल जाता है और एक बार जब यह गतिमान संरचना विक्षेपित हो जाती है तो उस विद्युत गुण का प्रतिरोध बदल जाता है और उस विद्युत गुण को मापकर हम गणना कर सकते हैं कि कितना विक्षेपण हुआ है है और इस विक्षेपणn को बनाने के लिए मैं कितना बल लगा रहा हूँ विद्युत गुणों के अतिरिक्त भी विक्षेपण हो सकता है जिसे ऑप्टिकल तकनीकों का उपयोग करके मापा जा सकता है जैसे मान लें कि यदि आपने कैंटीलेवर के इस सिरे पर लेज़र फ़ोकस किया है तो जैसे जैसे यह विक्षेपित होता है वैसे वैसे परावर्तित किरण भी स्थान बदलती है और परावर्तित किरण के स्थान बदलने से अब एक फोटो डिटेक्टर का उपयोग करके हम माप सकते हैं कि कैंटिलीवर टिप का विक्षेपण कितना है और तदनुसार हम माप सकते हैं कि इस विशेष संरचना पर कितना बल लगाया गया है तो सामान्य तौर पर आपके द्वारा लिए किसी भी एमईएमएस सेंसर पर एक बाहरी बल होता है जो किसी प्रकार की गतिमान संरचना जैसे कैंटिलीवर या झिल्ली पर कार्य करता है और वह संरचना उस बल के कारण विक्षेपित होती है और फिर उस विक्षेपण से किसी प्रकार के विद्युत परिवर्तन या ऑप्टिकल परिवर्तन होते हैं जिसके माध्यम से हम उस विशेष विक्षेपण को माप सकते हैं और प्रयुक्त बाहरी बल की गणना कर सकते हैं तो यह इस मॉड्यूल कासमापन है